सभी को नमस्कार कंप्यूटर ऐडेड ड्रग डिज़ाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम टारगेट पहचान और लीड पहचान के बारे में बात करने जा रहे हैं इस संपूर्ण प्रक्रिया में लीड और टारगेट पहचान कहां से आते हैं कल मैंने आपको एक अच्छी सी दिलचस्प स्लाइड दिखाई थी इस विशेष स्लाइड में हम बहुत सी सिलिको विधियों का उपयोग करते हैं जहां हम टारगेट पहचान करते हैं वह टारगेट प्रोटीन या एंजाइम जिसे हम खोज रहे हैं फिर हम लक्ष्य प्रोटीन एंजाइम और सक्रिय साइड इत्यादि को जानने की कोशिश करनी है और एक बार जब हम टारगेट प्राप्त कर लेते हैं तो हम लीड की खोज में चले जाते हैं लीड वह मॉलिक्यूल है जिसे कुछ निश्चित गतिविधि करनी है जिसका अर्थ है कि वह एंजाइम पर जाकर बधता है और उसको निष्क्रिय बनाता है यह जा के प्रोटीन से बधता है और इनको निष्क्रिय करता है इसे लीड पहचान कहते हैं इसलिए हम टारगेट पहचान और लीड पहचान मैं शामिल विभिन्न चरणों के बारे में बात करने जा रहे हैं और फिर बाद में हम दवा समानता संपत्ति के बारे में बात करेंगे यदि आप 1989 से 2000 के कुछ आंकड़ों को देखें तो आप देख सकते हैं की NME एक नई मॉलिक्यूलर रचना है उसका मतलब है बिल्कुल नई प्रजाति नया कंपाउंड जोकि अनुमोदन के लिए चले गए हैं और केवल 15 प्राथमिकता के रूप में अनुमोदन के लिए और मानक के रूप में लगभग 20 मॉलिक्यूलर संरचना FDA अनुमोदन के लिए गए हैं हमारे पास पहले से ही एक अनुमोदित दवा है जोकि वृद्धि के तरीकों से बनी है जिसे IMD कहां जाता है हमारे पास यह 6 है आप कुछ परिवर्तन करते हैं शायद आप इसे एक तरल रूप से ठोस रूप में परिवर्तित करते हैं या क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया इत्यादि से इसको बदलते हैं इसलिए इसको वृद्धिशील कहां जाता है ज्यादातर आप यहां देख सकते हैं की 60 से 70 वृद्धिशील मानक IMD's और प्राथमिकता IMD's है आपके पास एक पुराना कंपाउंड है जिसमें आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं इसलिए यहां पर कुछ नया अविष्कार नहीं है जबकि यदि कोई नया कंपाउंड बनाया जाता है जिसको पूर्णतया नया मॉलिक्यूल कहते हैं तो लगभग 35 दवाई है जो FDA से अनुमोदित हो कर आती है एक नई मॉलिक्यूलर प्रजाति है जबकि इसके अलावा सभी वृद्धिशील सुधार है तो परंपरागत तरीके से कैसे ड्रग की खोज की जाती है यदि आप देखते हैं की विश्वविद्यालय बायोटेक कंपनी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में खोज कैसे होती है बे बीमारी के लिए छोटे मॉलिक्यूल की जांच शुरू करते हैं यदि कोई फार्मा कंपनी है जो कॉलेटरल कैंसर में रुचि रखती है तो वह बहुत सारे कंपाउंड की खोज शुरू करते हैं यदि कोई शिक्षा संस्थान है तो वे बहुत से मॉलिक्यूल को संश्लेषित करते हैं और फिर कुछ सूजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं इस प्रकार परंपरागत ड्रग डिस्कवरी की जाती है यह एक बहुत ही परंपरागत तरीका है यद्यपि आज का तरीका बिल्कुल अलग है वे सभी तरीके टारगेट संबंधी है इसका मतलब है हम टारगेट देखते हैं टारगेट की खोज करते हैं और उसको छोटे मॉलिक्यूल के लिए वैलिडेट करते हैं जिनके पास उस विशेष टारगेट के लिए विशेष प्रतिक्रिया होनी चाहिए तो यह बहुत अधिक अधिक महत्वपूर्ण है जो मॉलिक्यूल एक विशेष टारगेट प्रोटीन या एंजाइम के लिए बनाया जाता है उसके लिए बहुत विशेष होना चाहिए यह किसी और टारगेट प्रोटीन या एंजाइम से संपर्क नहीं करना चाहिए यदि विशिष्टता क्या है यह साइड इफेक्ट उत्पन्न कर सकता है इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम टारगेट को जानने की आवश्यकता है यदि हम इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया को देखते हैं तो हम clooxygenase 2 एंजाइम को देखते हैं तो मेरा मतलब है कि हम clooxygenase 2 के लिए मॉलिक्यूल बना रहे हैं इसलिए यह बहुत बहुत विशिष्टत है इसलिए ड्रग टारगेट अच्छे से पहचानना चाहिए उदाहरण के लिए विशेष ड्रग टारगेट पर जाना चाहिए और उससे बंध कर कर उसको निष्क्रिय करना चाहिए टारगेट पहचान और अनुमोदन के तीन चरण है आपको यह जानने की जरूरत है की सूजन के पाथवे में बहुत से एंजाइम और प्रोटीन हो सकते हैं परंतु आप किसी एक विशेष प्रोटीन एंजाइम को निष्क्रिय करना चाहते हैं तो आपको उसको जानना है यह भी संभव है कोई फार्मा कंपनी उस सूजन के पाथवे के दूसरे प्रोटीन एंजाइम पर कार्य कर रही हो इसके पश्चात आपको वैलिडेट करने की आवश्यकता है आपको विभिन्न प्रायोगिक अध्ययनों एवं संरचनात्मक अध्ययनों से यह सुनिश्चित करना होगा यही वह टारगेट है हम उनमें से कुछ के बारे में बात करेंगे इसके पश्चात आप लीड कंपाउंड बनाते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा है कंपाउंड तब तक दवा नहीं बन जाता जब तक यह क्लिनिकल ट्रायल्स प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स और मानव वॉलिंटियर्स परीक्षण से होकर ना गुजरे तो लीड आप हजारों और हजारों और हजारों कंपाउंड पर परीक्षण करते हैं और उसके पश्चात एक या दो जो की उस विशेष टारगेट के लिए बहुत ही विशिष्ट हो प्राप्त करते हैं उसके पश्चात आपको लीड ऑप्टिमाइज करने की आवश्यकता है इसका मतलब लीड ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है यह नहीं है कि सिर्फ गतिविधि अच्छी हो जैसा कि मैंने कहा दवा निश्चित रूप से पेट में होनी चाहिए यह उस पीएच पर स्थिर होनी चाहिए इसका रक्तप्रवाह मैं GI के माध्यम से अवशोषण होना चाहिए इस का पूर्णतया वितरण होना चाहिए इसका लीवर एंजाइम के द्वाराअंदर ही मेटाबोलाइज्ड और विघटन नहीं होना चाहिए जिससे कि एक्टिव कंपाउंड आवश्यक सांद्रता के साथ उपलब्ध मात्रा में टारगेट पर पहुंचना चाहिए और अपना कार्य करना चाहिए अंत में इसको शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाना चाहिए इसको शरीर में ज्यादा समय के लिए नहीं रुकना चाहिए और उसी समय इसको अल्पकालीन विषाक्त और दीर्घकालीन विषाक्त नहीं होना चाहिए जब आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं आपको इसके कार्य के साथ साथ इसकी ड्रग समानता गुणों को भी सामान करने की आवश्यकता होती है हो सकता है आपकी प्रयोगशाला का सबसे अच्छा कंपाउंड सभी ड्रग समानता गुणों को नहीं रखता हो यह भी संभव है यह पेट के पीएच 2 पर स्थिर ना हो जबकि दूसरा सबसे अच्छा कंपाउंड इन सब गुणों को पूरा करता हो इसलिए आपको दूसरा कंपाउंड चुनना चाहिए और इसको आगे के प्रीक्लिनिकल और क्लीनिकल परीक्षण के लिए ले जाना चाहिए यह पूर्ण प्रक्रिया लीड ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है इसलिए कार्यशैली और अन्य गुणों जैसे कि ड्रग समानता ADME साइड इफेक्ट स्थिरता इत्यादि के बीच में समानता करने के लिए हमको यह सब करने की आवश्यकता है हम इन सब को विस्तार से बाद में देखेंगे टारगेट पहचान और वैलिडेशन इसको विभिन्न चरणों में तोड़ा जा सकता है जीनोमिक्स यदि मेरे पास कोई बीमारी है या उस की संरचनात्मक विशेषताएं हैं तो हम यह जान सकते हैं कि कौन सा जीन अप रेगुलेटेड है उसके पश्चात यह जानने की कोशिश करते हैं कौन सा प्रोटीन इसमें सम्मिलित है हमें प्रोटीन को शुद्ध करने की आवश्यकता है हमें प्रोटीन की संरचनात्मक जानकारी 3D संरचनात्मक जानकारी की आवश्यकता है हमें एक्टिव साइट जानने की आवश्यकता है वास्तव में यह सब करने की आवश्यकता है जो कि टारगेट एक पहचान और वैलिडेशन है हम सबसे पहले उस जीन पर देखेंगे जो इसमें शामिल है प्रोटीन देखेंगे हमारे पास प्रोटीन की 3 डाइमेंशनल रचना है और क्या हम एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से 3 डाइमेंशनल रचना प्राप्त कर सकते हैं क्या हमें एक्टिव साइट की जानकारी है हमें जानने की और वैलिडेट करने की आवश्यकता है की क्या यही एक्टिव साइट है यह सब टारगेट पहचान कहलाता है एक बार जब हम टारगेट पा लेते हैं और कुछ विशेष टारगेट को वैलिडेट कर लेते हैं तब हमें लीड को पहचानने की आवश्यकता है अब आप लाखों और लाखों कंपाउंड पर परीक्षण करते हैं यही इन सिलिको संरचनात्मक डिजाइन है तो हम लाखों और लाखों कंपाउंड लेते हैं और उनको Dock करते हैं डॉकिंग से मतलब है कि हम देखने की कोशिश करते हैं कंपाउंड टारगेट के एक्टिव साइट से बंधता है यह कैसे बंधता है क्या यह अच्छे से बंधता है और आप सारी चीज करते हैं इसी को ही इनसिलिको विधि कहते हैं हम इन विट्रो विधि कर सकते हैं हम हजारों कंपाउंड ले सकते हैं और उनको एक विशेष प्रोटीन परीक्षण कर सकते हैं और देखते हैं कौन सा कंपाउंड प्रोटीन के लिए बहुत बहुत अधिक निष्क्रिय गुण रखते हैं इन विट्रो विधि कहलाती है एक बार जब हम एक या दों कंपाउंड से संतुष्ट हो जाते हैं जोकि ड्रग समानता गुण रखते हैं फिर हम इन वीवो के लिए जाते हैं जोकि जानवरों पर अध्ययन है हमें यह नहीं भूलना है की साथ ही साथ हमको लीड ऑप्टिमाइजेशन करना है क्योंकि यह संभव है कि हमारे द्वारा सबसे अच्छा लीड कंपाउंड जो पाया जाता है उसके पास ड्रग समानता गुण ना हो इसलिए हम संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं जिससे ड्रग समानता गुण में वृद्धि होती है और हो सकता है की विषाक्तता कम हो जाए हो सकता है साइड इफेक्ट कम हो जाए हो सकता है यह अति विशिष्ट बन जाए और घुलनशीलता बढ़ जाए इस पूरी प्रक्रिया को लीड ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं साथ ही साथ हमको विषाक्तता जानने की भी आवश्यकता है हम इसको जानवरों पर या सेल लाइन पर कर सकते हैं विभिन्न तरह की सेल लाइन उपलब्ध है जिस पर हम कंपाउंड की विषाक्तता अध्ययन कर सकते हैं तो यह लीड ऑप्टिमाइजेशन है यद्यपि लीड पहचान और लीड ऑप्टिमाइजेशन आपस में यथाशीघ्र मिल जाते हैं ऐसे ही आप एक या दो कंपाउंड को पहचान लेते हैं अब ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया लगातार करनी होगी जिससे कि गुण को संतुष्ट करने के साथ साथ उनको शुरू भी किया जा सके चलिए और विस्तार से देखते हैं यदि हम टारगेट को पहले देखना चाहते हैं तो हमें बीमारी की प्रक्रिया को समझना होगा मैं कह रहा हूं कि मैं इन्फ्लेमेशन में रुचि रखता हूं यह जानकारी कैसे आगे बढ़ेगी वहां पर प्रोस्टाग्लैंडइन और लुकोट्राइन्स नाम का कुछ है तो प्रोस्टाग्लैंडइन पाथवे में बहुत सारे एंजाइम्स हैं लुकोट्राइन्स पाथवे में बहुत सारे एंजाइम हैं तो मैं इनमें से कोई एंजाइम निष्क्रिय करने की कोशिश करूंगा सेल्यूलर जेनेटिक प्रक्रिया के आधार पर मैं किसी बीमारी के कार्यशैली को समझ सकता हूं जिससे मैं एक विशेष टारगेट को चुन सकता हूं यहां बहुत से टारगेट हो सकते हैं क्योंकि आप इन्फ्लेमेशन का प्रोस्टाग्लैंडइन पाथवे देखते हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम हैं जैसे cyclooxygenase 2 prostagladin E synthase 1 इत्यादि उसी तरह लुकोट्राइन्स में आपके पास lipoxygenase है हमारे पास बहुत से एंजाइम हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं उसके पश्चात हमें बीमारी के कारण का पता लगाने की आवश्यकता है बीमारी कहां पर टारगेट की जा सकती है यह जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है यह जगह हो सकती हैं जहां पर बीमारी को लक्षित किया जा सके उनके लिए HIV Replication T cell के अंदर होता है तो हम वहां पर इसका टारगेट प्राप्त कर सकते हैं ऐसी भी बीमारियां हैं जिनका टारगेट आप नहीं पहचान पाते हैं अब यह हमारे लिए समस्या का कारण होते हैं एक विशेष टारगेट को पहचानने के लिए बीमारी की कार्यशैली समझना अति आवश्यक है एक बार जब आप बीमारी की कार्यशैली को समझ लेते हैं वहां पर बहुत से टारगेट हो सकते हैं आपको टारगेट पर ध्यान केंद्रित करना है उदाहरण के लिए HIV Protease रिप्लिकेशन के लिए आवश्यक है तो यह मेरा टारगेट हो सकता है और जैसा कि मैं इन्फ्लेमेशन के बारे में बात कर रहा हूं वह मेरा टारगेट हो सकता है अब हमें Genomics और Proteomics की आवश्यकता है जब हम डिजीज टिश्यू और नॉर्मल टिश्यू में तुलना करते हैं अब हमें जीन संरचनाऔर जीन एक्सप्रेशन डाटा प्राप्त करने की आवश्यकता है हमें यह जानना है कौन सा जीन अपरेगुलेटेड है और कौन सा जीन डाउनरेगुलेटेड है जबकि वहां एक बीमारी की स्थिति है और आप एक सामान्य स्थिति चाहते हैं यदि जीन और प्रोटीन बीमारी टिश्यू में अत्यधिक दिख रहे हैं किंतु सामान्य टिश्यू में यह बहुत कम दिख रहे हैं तो यह इलाज के लिए टारगेट हो सकता है तो हम उन जीन पर अधिक ध्यान देंगे जो परिवर्तित हो सकते हैं फिर हमें वैलिडेट करने की आवश्यकता है वैलिडेट का मतलब यह है कि हमें कुछ इन विट्रो प्रायोगिक अध्ययन करने होंगे मैं कुछ सेल के आधार पर अध्ययन कर सकता हूं मैं विभिन्न प्रकार के सेल का प्रयोग कर सकता हूं यदि में कैंसर सेल देख रहा हूं तो कैंसर सेल का प्रयोग कर सकता हूं इन्फ्लेमेशन के लिए मैं सेल ले सकता हूं और इनफॉरमेशन प्रेरित कर सकता हूं और फिर उनका निरीक्षण कर सकता हूं क्या वास्तव में वह चीजें हुई है क्या जीन डिजीज और सामान्य सेल के आधार पर अपरेगुलेटेड या डाउनरेगुलेटेड हो रहे हैं यह प्रक्रिया वैलिडेशन कहलाती है हमें इनविट्रो अध्ययन के आधार पर आश्वस्त होना होगा अब लीड पर देखें एक बार सोचें हम टारगेट को प्राप्त कर चुके हैं तो हम अब क्या करें हमें लीड को डिजाइन करने की आवश्यकता है हम यह कैसे करेंगे इस प्रक्रिया में बहुत बहुत सारे चरण सम्मिलित हैं उदाहरण के लिए यदि आपका मॉलिक्यूल किसी प्रोटीन और एंजाइम से बंधता है वहां पर कुछ परिवर्तन हो सकते हैं जैसे कि फ्लोरोसेंस रेडियो एक्टिविटी परिवर्तन तो हम इनकी गणना कर सकते हैं और यह लीड मॉलिक्यूल की कार्यशैली की सामान्य मॉलिक्यूल के साथ गणना हो सकती है तो हम एक बड़ी संख्या में लीड मॉलिक्यूल परख सकता हूं और उसके अनुसार माप सकता हूं जिसको लीड कहते हैं अब हमें एक तरीके की जरूरत है जिसका मतलब है प्रायोगिक तरीका तरीका कुछ और नहीं प्रायोगिक तरीका है जिससे हम किसी कंपाउंड के गुणों को जान सकते हैं जोकि टारगेट को प्रभावित करता है कंपाउंड प्रोटीन की साइट पर जाता है और बंधता है और जाके एंजाइम से बंधता है तब वहां कैलोरीमेट्री फ्लोरोसेंस रेडियो एक्टिविटी में परिवर्तन होता है और कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन जिनको कि मैं अपनी प्रयोगशाला में बैक्टीरिया या एनिमल सेल की सहायता से माप सकता हूं यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है यदि मैं किसी विशेष टारगेट को निष्क्रिय करना चाहता हूं अब मुझे विभिन्न मॉलिक्यूल का परीक्षण करना होगा इसके लिए उन्हें एक प्रक्रिया का विकास करना होगा उदाहरण के लिए यह विशेष कंपाउंड प्रोटीन को रोकता है मैं कह सकता हूं एस्प्रिन जा के cyclooxygenase 2 एंजाइम को कमजोर करता है और इन्फ्लेमेटरी पाथवे को इस तरह प्रभावित करता है किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पास एक प्रायोगिक तरीका होना चाहिए जिसको कि मैं अपनी प्रयोगशाला में अपना सकता हूं इसका मतलब है कि मुझको वह विशेष प्रोटीन शुद्धअवस्था में चाहिए मैं एक बड़ी संख्या में कंपाउंड को उस पर प्रयोग कर सकता हूं मुझे सभी कंपाउंड को सम्मिलित करना है उस विशेष प्रोटीन के लिए और फिजियो केमिकल और बायोकेमिकल परिवर्तन जो कि हो रहे होंगे की जांच मानक के संबंध में करनी है और इसकी कार्यशैली को पहचानना है मानक का मतलब बिना किसी कंपाउंड से है इस तरह से हम बड़ी संख्या में लीड मॉलिक्यूल को परखते हैं इसको स्क्रीनिंग कहते हैं स्क्रीन कंपाउंड वह है जो विशेष टारगेट के लिए कुछ प्रभाव रखते हैं यदि आप बायोटेक और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को देखें तो उनके पास छोटे मॉलिक्यूल की बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है उनके पास FDA से अनुमोदित और बिना अनुमोदित ड्रग कैंडिडेट होते हैं लाइब्रेरी में बहुत सारे कैंडिडेट पाए जाते हैं इसलिए बहुत जल्दी अपनी प्रयोगशाला में इनकी स्क्रीनिंग शुरू कर देते हैं तो यह इन विट्रो प्रकार का तरीका है और यह देखें लीड पहचान का यह बहुत विश्वसनीय तरीका है जिससे कि सबसे अच्छा कंपाउंड मिलता है तो इस प्रकार से आप इन विट्रो कर सकते हैं आप इनसिल्को भी कर सकते हैं इन सभी कंपाउंड को विशेष टारगेट पर डॉकिंग कीजिए और उनकी पहचान कीजिए जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट पर अच्छी बाइंडिंग आते हैं यह भी किया जा सकता है इसको इनसिलिको कहते हैं मैं इन सिलिको को और इन विट्रो को मिला सकता हूं मैं हजारों और हजारों मॉलिक्यूल की संरचना को ले सकता हूं और उनको टारगेट की एक्टिव साइट पर डॉकिंग करा सकता हूं और यह देख सकता हूं इनमें से कौन सा सबसे अच्छे से बाइंडिंग हुआ है उसके बाद मैं सिर्फ अच्छे कंपाउंड को अपनी लाइफ में इन विट्रो एक्सपेरिमेंट करके देख सकता हूं की क्या वह अच्छी एक्टिविटी दिखा रहे हैं तू इस तरह से मैं लाखों कंपाउंड इन विट्रो अध्ययन से बचा सकता हूं जो कि बहुत ही महंगा और समय लेने वाला है मैं कंप्यूटेशनल इनसिल्को तरीकों का प्रयोग करता हूं मैं चयन करता हूं डॉकिंग करता हूं और उनमें से कुछ कंपाउंड जोकि बहुत ही अच्छे हैं उनका प्रयोग करता हूं उसके बाद इन चयनित मॉलिक्यूल को मैं अपनी प्रयोगशाला में ले जाता हूं और इनके जैव रासायनिक प्रकार को देखता हूं इस प्रकार लीड का चयन होता है तो इस प्रकार मैं लाखों कंपाउंड्स को अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करने से बच जाता हूं जो कि बहुत ही समय लेने वाला है और महंगा भी इनसिल्को चयन का तरीका प्रयोग कर सकता हूं और तब मैं सिर्फ कुछ कंपाउंड को जो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और उसके बाद high throughput स्क्रीनिंग के माध्यम से इनको इन विट्रो में प्रयोग किया जाता है इसको HTS High Throughput Screening कहते हैं और फिर लीड मॉलिक्यूल को पहचानते हैं जोकि बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं इसको लीड पहचान जाता है कंप्यूटेशनल इनसिलिको तरीकों की सहायता से हम बहुत बड़ी मॉलिक्यूल की संख्या को टेस्ट करने से बस जाते हैं इसलिए इसको हम एक स्क्रीनिंग टूल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं बहुत बड़ी लीड मॉलिक्यूल की संख्या को एक्टिव साइट पर डॉकिंग और उनमें से सिर्फ उन को चुनना जो कि बहुत अच्छे हो इनसिल्को स्क्रीनिंग कहा जाता है अब हम High Throughput Screening का प्रयोग कर सकते हैं यह HTS है कती है तो इसका प्रयोग करते हुए हम बहुत सारे गतिविधि अध्ययन कर सकते हैं यह बहुत समय बचाता है यदि हमें बायोकेमिकल और शैल पर आधारित चयनित कंपाउंड मिल जाते हैं और यदि अच्छे कैंडिडेट हैं तो हम और प्रयोग कर सकते हैं इसको लेकिन हम पशु अध्ययन या फिर और परीक्षण कर सकते हैं शुरुआत में हम बहुत सारे कंपाउंड्स का High Throughput Screening की मदद से प्रयोग करते हैं और वह कैंडिडेट जोकि बहुत अच्छा हो उस पर ज्यादा समय देते हैं और उसका अध्ययन गहराई में जाकर करते हैं इनका जैव रासायनिक अध्ययन और इनको पशुओं पर वैलिडेट कर सकते हैं और फिर लीड ऑप्टिमाइजेशन आता है अभी हमने एक या दो कैंडिडेट या कुछ कैंडिडेट जोकि अत्यधिक आशा जनक हैं इनके पास अच्छी कार्यशैली है लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूं इनकी विषाक्तता भी कम होनी चाहिए यह स्थिर होना चाहिए यह तापमान और पीएच के लिए सुरक्षित होना चाहिए तो इस तरह से लीड ऑप्टिमाइजेशन प्रक्रिया में सम्मिलित होता है क्योंकि कोई कंपाउंड जिसके पास बहुत अच्छी कार्यशैली हो किंतु वह विषाक्त हो सकता है ऐसा कैंसर में होता है क्योंकि कीमोथेरेपी में प्रयोग होने वाले ड्रग केवल कैंसर सेल को ही मारने में सक्षम नहीं होते अपितु सामान्य सेल को भी मार सकते हैं यह अत्यधिक विषाक्त होते हैं जबकि दूसरा सबसे अच्छा कंपाउंड मतलब वह कंपाउंड जो पहले कंपाउंड जैसी कार्यशैली ना रखता हूं उसके पास बेहतर स्थिरता और कम विषाक्तता या अच्छी पीएच स्थिरता इत्यादि हो सकती है यह लीड ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा है जिसे हम लोग करेंगे हमलोग डाटा को एकत्रित कर सकते हैं जो कोशिका अध्ययन संबंधी या पशु अध्ययन संबंधी हो सकता है इन कंपाउंड की उपापचय की प्रक्रिया को समझना होगा क्या पीएच पर स्थिर है कंपाउंड लीवर के क्षेत्र में स्थिर इत्यादि है हो सकता है सबसे अच्छा कंपाउंड लीवर के कार्यशैली के कारण बहुत स्थिर ना हो वास्तव में ऐसा हो सकता है दूसरा सबसे अच्छा कंपाउंड पहले से ज्यादा स्थिर हो इस तरीके से एक या दो कंपाउंड को सुनते हैं जो कि सिर्फ कार्यशैली को सुनिश्चित करें बल्कि उनके पास अच्छी कार्यशैली हो और वह काफी स्थिर हो इसको लीड ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है प्रीक्लिनिकल पशु परीक्षण या मानव वॉलिंटियर्स परीक्षण में जाने से पहले इसलिए नई तकनीकों को जब पुरानी तकनीकों के साथ तुलना की जाती है टारगेट साइट की जानकारी के अनुसार जब नया ड्रंक कैंडिडेट बनाया जाता है मॉलिक्यूल की संरचना के आधार पर हम बाद में Pharmacophore और समय देने जा रहे हैं इनको संरचनात्मक गुण कहा जाता है हो सकता है मॉलिक्यूल के पास कुछ विशिष्ट संरचनात्मक गुण हो जैसे कि हाइड्रोसिल ग्रुप या मॉलिक्यूल के पास कुछ acidic ग्रुप हो और हो सकता है इसके पास hetrocycle ग्रुप जो कि इसको कार्यशैली देता है इस को पहचानने का प्रयास करेंगे निश्चित तौर पर जिस टारगेट प्रोटीन को हम मॉडल करने का प्रयत्न करेंगे हम यह भी जानेंगे कैसे प्रोटीन से सहभागिता दिखाता है और बंधता है और कैसे हम एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा प्रोटीन की संरचना जानते हैं पिछले 15 से 20 वर्षों में ड्रग डिजाइन के क्षेत्र में कुछ नई तकनीकीया शामिल हुई है जोकि परंपरागत तरीकों से बिल्कुल अलग है बहुत से कंप्यूटेशनल टूल और विश्लेषणात्मक टूल ड्रग डिजाइन में सम्मिलित हुए हैं अब हम जिनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स की मदद से नए टारगेट को पहचानने का प्रयास करेंगे हम जिनोमिक्स में क्या करते हैं हम RNA का नमूना देखते हैं हम RNA का एक नमूना लेते हैं और फिर लेवलिंग का प्रयोग करते हुए PCR करते हैं PCR जरूर ही आप सब ने पढ़ा होगा Polymerase Chain Reaction फिर हम नमूने को chip पर देखते हैं और फिर अरे को देखत फ़िर डेट विश्लेषण करते हैं जबकि प्रोटियोमिक्स विधि में हम प्रोटीन को देखते हैं तो हम प्रोटीन का सैंपल लेते हैं हम प्रोटीन के मिश्रण को 2 dimensional gel based on isoelectric focusing की सहायता से अलग अलग करते हैं यह वह पीएच है जिस पर प्रोटीन का आवेश 0 होता है इसको आइसोइलेक्ट्रिक प्वाइंट कहते हैं फिर PAGE जो कि मॉलिक्यूलर भार पर आधारित हैं प्रोटीन को अलग अलग किया जाता है प्रोटीन के मिश्रण को आइसोइलेक्ट्रिक यह और मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर अलग करते हैं फिर आप विशेष प्रोटीन को लीजिए और मास स्पेक्ट्रोमेट्री विवेचना को करें और फिर प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट और सीक्वेंस प्राप्त कीजिए इस विधि को प्रोटियोमिक्स कहते हैं जिनोमिक्स विधि में हम जीन को देखते हैं PCR के माध्यम से जाते हैं और फिर अरे को देखते हैं और डेटा विश्लेषण करते हैं यहां पर हमने एक प्रोटीन को अलग किया है उसके पश्चात हमने उसका सीक्वेंस जानने की कोशिश की है मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से हमने अमीनो एसिड सीक्वेंस और मॉलिक्यूलर वेट का पता लगाया है जीन संबंधी दृष्टिकोण में जीन कैंडिडेट को देखते फिर हम एक single nucleotide polymorphism को देखते हैं हम DNA जीनोटाइपिंग को देखते हैं और फिर हम डाटा का विश्लेषण करते हैं तो टारगेट की पहचान करने की यह विभिन्न तरीके हैं जब हम टारगेट की पहचान कर लेते हैं तब हमें टारगेट को वैलिडेट करना होता है तो हम यह कैसे करते हैं हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह प्रोटीन उस विशेष बीमारी के Phenotype में शामिल है हमें प्रोटीन की कुछ विशेष कार्यशैली को परिवर्तित करने की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे हम इस विशेष प्रोटीन को निष्क्रिय कर देंगे हमारे पास ट्रांसजेनिक पशु ट्रांसजेनिक पशु वह पशु है जिनके प्रोटीन निष्क्रिय कर दिए गए हैं उदाहरण के लिए यदि हम मधुमेह में रुचि रखते हैं मेरे पास कुछ ऐसे पशु हैं जिसमें इंसुलिन का उत्पादन निष्क्रिय कर दिया गया है अब हम यह निश्चित कर सकते हैं यही टारगेट है और हमारे पास RNA interferance तकनीकी है जहां पर प्रोटीन एक्सप्रेशन हालांकि प्रोटीन जींस के माध्यम से एक्सप्रेस होता है यदि हम प्रोटीन एक्सप्रेशन को ट्रांसक्रिप्शनल प्रक्रिया के बाद निष्क्रिय कर देते हैं जिसका मतलब है प्रोटीन बनाया नहीं जाएगा और फिर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं हालांकि इन सभी तकनीकीओं में हमको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए की यह वही प्रोटीन है कुछ विशेष बीमारी में शामिल है यदि आप एंटीबॉडी का चयन करेंगे आप उन प्रोटीन आप सीधे तौर पर लक्षित कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडीज बहुत अधिक तरीके से विशेष टारगेट पर लक्षित होती हैं तो यह उसी प्रोटीन से वाइंड होगी यदि वहां प्रोटीन उपलब्ध नहीं होगा आप बीमारी के वृद्धि के तरीकों को समझ पाएंगे यह तीसरा तरीका है चौथी विधि इस प्रकार है तो हम सेल्यूलर सिस्टम में या लेजर की सहायता से क्रोमोफोब स्टेट डोमेन में प्रोटीन के कार्य को बंद कर सकते हैं तो इस विशेष विधि के द्वारा प्रोटीन के कार्य को निष्क्रिय कर सकते हैं सिस्टम में प्रोटीन बनेगा लेकर इसके कार्य निष्क्रिय रहेंगे पांचवें दृष्टिकोण में प्रोटीन और एंटीबॉडी माइक्रोअरे के प्रयोग से रूटीन की परस्पर क्रिया और कार्यशैली का पता लगाते हैं इसलिए टारगेट को वैलिडेट करने के लिए बहुत सारी विधि उपलब्ध है टारगेट पहचान की क्रिया में सबसे पहले आपको टारगेट का चयन करना होगा उसके बाद आपको बहुत बहुत अधिक निश्चित होना पड़ेगा कि यह आपका टारगेट है जीन को निष्क्रिय करने के बहुत से चरण हैं जोकि प्रोटीन का उत्पादन रोकता है तत्पश्चात प्रोटीन का एक्सप्रेशन निष्क्रिय हो जाता है उसके पश्चात प्रोटीन एंटीबॉडीज को उत्पादित करता है एंटीबॉडी उस विशेष प्रोटीन पर जाती है और वाइंड करती है वहां पर प्रोटीन उपलब्ध नहीं है आप बाहरी तकनीकों का प्रयोग करके उस प्रोटीन के कार्य को बंद कर सकते हैं पश्चात आप बहुत बड़े microarray को देख सकते हैं जिससे कि आप प्रोटीन एंटीबॉडी के संबंध को देख सकते हैं और इस तरह से आप अपने टारगेट को वैलिडेट कर सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में विधियां उपलब्ध है एक और विधि है जिसे फॉरवर्ड जेनेटिक कहते हैं और हम बीमारी के फेनोटाइप का पता लगा सकते हैं रिवर्स जेनेटिक्स का उपयोग करके तो हम क्या करते हैं रेट्रोवायरस वेक्टर की Complementary DNA library को देखते हैं संक्रमण रेट्रोवायरस को इंटरसेल्यूलर लाइब्रेरी में परिवर्तित कर देता है जिससे आपको बीमारी से संबंधित फेनोटाइप मिल जाता है फिर इन कोशिकाओं को केमिकल लाइब्रेरी मैं पहुंचाते हैं और फिर आप वहां से जीन की पहचान कर सकते हैं इसके साथ साथ हमारे पास चूहे की mutagenesis है और फिर फेनोटाइप विश्लेषण से जीन का पता लगा सकते हैं इसको अग्रेषित विधि कहा जाता है इसका मतलब है पहले आपने संक्रमण को बनाया और फिर अध्ययन किया रिवर्स विधि में आसन तरीके से करते हैं हमारे पास चूहा है और जेब्रा फिश और ड्रोसॉफिला और सी एलीगंस sachharomyces या yeast है तब किसी विशेष जीन का निष्क्रिय करण या परिवर्तन कर सकते हैं और फिर फेनोटाइप विश्लेषण कर सकते हैं यहां पर हमें यह नहीं पता है कि किस विशेष दिन का निष्क्रिय करण करके हम इस विशेष फेनोटाइप पहुंचते हैं हमारे पास ट्रायल एंड एरर प्रकार की विधि है यह रिवर्स विधि है यहां पर बहुत सारी विधियां हैं जिसमें से एक को हम फॉरवर्ड जेनेटिक विधि और दूसरे को रिवर्स जेनेटिक विधि कहते हैं बीमारी के फेनोटाइप को परिवर्तित करके हम सामग्र बीमारी का टारगेट प्राप्त कर सकते हैं यह एक बहुत लंबी चौड़ी विधि है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इसको छोटे जीवो जैसे जेबराफिश ड्रोसॉफिला sea aligance yeast sachhromyces पर प्रयोग करके Phenotypic विश्लेषण किया जाता है जैसा कि हम आगे के व्याख्यान में देखने जा रहे हैं कि कंप्यूटर ड्रग डिजाइनिंग में एक बहुत ही उपयोगी संसाधन है टारगेट पहचान किसी बीमारी के विशेष अवस्था को मॉलिक्यूलर लेवल पर समझना जींस सीक्वेंस को प्रोटीन की संरचना और मेटाबॉलिक पाथवे को देखें उसके पश्चात संरचना का परीक्षण करना हम विभिन्न बायोइनफॉर्मेटिक्स टूल्स का उपयोग करते हुए टारगेट का 3 dimesional संरचना बना सकते हैं इसके पश्चात एक्टिव साइट को देख सकते हैं क्योंकि सिर्फ प्रोटीन का 3 Dimensional संरचना ही नहीं हमें प्रोटीन की एक्टिव साइट को जानना होगा जहां पर हमारा लीड मॉलिक्यूल जाके बाइंड करेगा और प्रोटीन को इन एक्टिवेट करेगा इसलिए हम कंप्यूटर टूल का एक्टिव साइट के लिए प्रयोग करेंगे Pharmacophore मॉडल का प्रयोग करते हुए लीड की पहचान और ऑप्टिमाइजेशन करेंगे नई डिजाइन लाइफ प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी QSAR मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध मात्रात्मक संरचना गुण संबंध यह सब मिलकर लीड की पहचान और ऑप्टिमाइजेशन है इसके पश्चात विषाक्तता की पहचान करना है इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर जोकि QSPR पर आधारित हैं और विषाक्तता का अनुमान लगा सकते हैं यहां मात्रात्मक संरचना विषाक्तता पहचान इसे QSTR कहते हैं इसके पश्चात विभिन्न पदार्थों में विघटन मेटाबॉलिज्म द्वारा जाना जाता है तो यह सब कंप्यूटेशनल टूल से संभव है टारगेट का पता लगा सकते हैं टारगेट प्रोटीन की 3 Dimensional संरचना बना सकते हैं हम एक्टिव साइट कर सकते हैं जिसमें लीड कंपाउंड जाके बाइंड करेगा इसके पश्चात हम कंप्यूटर टूल का प्रयोग लीड की पहचान और ऑप्टिमाइजेशन करने में कर सकते हैं उसके पश्चात विषाक्तता की पहचान के लिए कर सकते हैं उसके पश्चात हम इन्हें उपापचय के लिए प्रयोग कर सकते हैं मतलब हम विघटित पदार्थों को पहचान सकते हैं इसका शरीर से उत्सर्जन पहचान सकते हैं बहुत अधिक कंप्यूटेशनल टूल ड्रग डिजाइनिंग के लिए उपलब्ध है और इनमें से कुछ आगे आने वाले व्याख्यान में पढ़ने जा रहे हैं आपके समय के लिए धन्यवाद